व्याख्यान "परियोजनाओं के लिए निर्गत सर्वेक्षण" पर खंड 2 इकाई 17 में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने प्रयोगशाला और वैकल्पिक पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षणों के डिजाइन और उपयोग को समझा इस इकाई में हम परियोजनाओं को देखेंगे और इस इकाई का पाठ्यक्रम परिणाम होगा परियोजना निर्गत सर्वेक्षणों के डिजाइन और उपयोग को समझना परियोजनाएं एक प्रारूपी स्नातक अभियांत्रिकी UG इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रमुख घटक हैं वे कोल्ब मॉडल पर आधारित अनुभवात्मक अधिगम प्रस्ताव का आधार बनते हैं जिसकी चर्चा हम निर्देश पर आधारित अगले खंड में करेंगे परियोजनाओं की पेशकश करने में भी बहुत विविधताए है लेकिन आम तौर पर परियोजनाएं लघु परियोजनाएं या प्रमुख परियोजना या अंतिम वर्ष की परियोजना हो सकती हैं आमतौर पर एक संबद्ध प्रयोगात्मक कार्य के स्थान पर लघु परियोजनाओ को एक नियमित पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में पेश किया जा सकता है लेकिन कभी कभी एक प्रयोगात्मक कार्य के साथ साथ एक लघु परियोजना भी हो सकती है या इसे अपने आप में एक भिन्न पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जा सकता है उदाहरण के लिए 002 की क्रेडिट संरचना के साथ इसका मतलब है 0 थ्योरी घंटे 0 ट्यूटोरियल घंटे प्रयोगात्मक कार्य के योग्य 2 क्रेडिट परन्तु यह एक लघु परियोजना है यह टियर 1 संस्थानों में अधिक आम बात है हालाँकि कुछ टियर 2 संस्थानों में भी प्रशिक्षकों को 'सतत आंतरिक मूल्यांकन' लागू करने के तरीके में एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता दी जाती है तो फिर प्रशिक्षक छात्रों को एक लघु परियोजना के विकल्प की पेशकश कर सकता है इसका एक सीमित दायरा है क्योंकि यह एक सेमेस्टर के भीतर ही किया जाता है और उसी दौरान ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं जिन्हें छात्र पढते हैं इसलिए लघु परियोजना का एक सीमित दायरा है प्रमुख परियोजना आमतौर पर या तो अंतिम सेमेस्टर में या अंतिम वर्ष में की जाती है जो कि 7 वें और 8 वें सेमेस्टर दोनों में एक साथ होती है और इसमें पर्याप्त क्रेडिट महत्ता होती है इसलिए यह छात्रों के लिए एक प्रमुख गतिविधि है और अधिकांश संस्थानों में यह एक मुख्य गतिविधि है बहुत कम संख्या में संस्थान छात्रों को विकल्प प्रदान करते हैं की वे एक प्रमुख परियोजना कर सकते हैं या कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम कार्य कर सकते हैं लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कुल मिलाकर अधिकांश संस्थानों में प्रमुख परियोजना एक मुख्य गतिविधि है परियोजनाओं का महत्व यह है कि उसके माध्यम से कई PO's को हासिल करने की क्षमता है जिन्हें वर्तमान इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के विशिष्ट पाठ्यक्रमों द्वारा आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है वास्तव में PO6 से PO12 तक जो कि इंजीनियर और समाज से संबंधित हैं पर्यावरण और स्थिरता से संबंधित हैं नैतिकता परियोजना प्रबंधन और वित्त से संबंधित हैं इस तरह के और अन्य सभी PO's आज के पाठ्यक्रम में मौजूद पारंपरिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से इन्हें संबोधित करना बहुत मुश्किल है लेकिन एक परियोजना में इन सभी PO's को हासिल करने की क्षमता होती है यदि इन्हें उचित रूप से नियोजित और व्यवस्थित किया जाए जाहिर तौर पर लघु परियोजनाओं का दायरा सीमित है लेकिन बड़ी परियोजना वास्तव में इन सभी PO's को काफी प्रभावी ढंग से हासिल कर सकती है लेकिन जैसे कि मुख्य परियोजना में विशिष्ट PO's को हासिल होना चाहिए परियोजना दिशानिर्देशों में भी इन PO's को हासिल करने की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए उदाहरण के लिए यदि परियोजना को नैतिकता के मुद्दे को हासिल करना है तो स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों में साहित्यिक चोरी के बारे में कुछ शामिल होना चाहिए इसी प्रकार यदि किसी अन्य PO's को संबोधित किया जाना है तो दिशा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए कि छात्रों को अपनी मुख्य परियोजना को लागू करते समय उन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए परियोजना की निगरानी के द्वारा भी ऐसे PO's को हासिल करने के मुद्दे का स्पष्ट रूप से आकलन करना चाहिए कि वे कार्य वास्तव में उन PO's को संबोधित कर रहे है या नहीं और इसे निगरानी की गतिविधि के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए मुख्य निर्देशों रूब्रिक में ऐसे PO's से संबंधित विशेषताएँ शामिल होनी चाहिए तभी हम दावा कर सकते हैं कि वास्तव में परियोजना उन PO's को हासिल कर रही है और मुख्य निर्देशों को हमेशा की तरह छात्रों के साथ साझा किया जाना चाहिए यदि हम इन सभी मुद्दों का ध्यान रखते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मुख्य परियोजना इन सभी PO's को हासिल करती है जिन्हें पारंपरिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से हासिल करना बहुत मुश्किल है जब हम लघु परियोजनाओं के लिए निर्गत सर्वेक्षण को देखते हैं तो हमारे पास फिर से कई विकल्प होते हैं लघु परियोजना को नियमित पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है या इसे अपने आप में एक स्वतंत्र पृथक पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जब लघु परियोजना को नियमित पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाता है तो निर्गत सर्वेक्षण कुछ हद तक एक नियमित पाठ्यक्रम के प्रयोगशाला घटक के लिए निर्मित निर्गत सर्वेक्षण के समान होता है इन अर्थो में हम देखे तो हम जो भी प्रश्न पूछते हैं वे यहाँ पर भी लागू होते हैं उदाहरण के लिए हम लघु परियोजना की पाठ्यक्रम के CO's के परिपेक्ष्य में प्रासंगिकता के बारे में निम्न बिन्दुओ से सम्बंधित प्रश्न पूछ सकते हैं संसाधनों की उपलब्धता अच्छे उपकरण और घटकों की पर्याप्त आपूर्ति वगैरह इस पर निर्भर करते हुए कि लघु परियोजना कैसे कार्यान्वित की जाती है कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को निर्गत सर्वेक्षण में शामिल किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि लघु परियोजना को एक समूह गतिविधि के रूप में लागू किया जाता है अर्थात 2 या 3 छात्र एक साथ मिलकर लघु परियोजना को निष्पादित करते हैं तो हम इस तरह का एक प्रश्न पूछ सकते हैं की क्या लघु परियोजना ने समूह में आसानी से काम करने में मदद की यह स्पष्ट रूप से टीम वर्क से संबंधित एक PO से संबंधित है हम एक प्रश्न यह भी पूछ सकते हैं कि क्या व्यक्तिगत योगदान का आकलन उचित था यह समूह कार्य टीम वर्क से भी जुड़ा है यदि लघु परियोजना को एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है तो कुछ अतिरिक्त विचार सामने आते हैं जब लघु परियोजना को एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है तो इसे आम तौर पर छात्रों हेतु अच्छी अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है यह अत्यंत स्पष्ट होता है लेकिन सीमित केन्द्रण के साथ होता है अर्थात छात्रों को विशिष्ट प्रकार का अनुभव प्रदान करने के लिए एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में लघु परियोजना की पेशकश की जाती है अक्सर उनमे कुछ स्वतंत्र छोर विहीन प्रयोग होते हैं और वे प्रकृति में खोजपूर्ण होते हैं लेकिन उनका केन्द्रण कुछ सीमित होता है इनके उदाहरण निम्न हो सकते है प्रथम वर्ष में वैचारिक अभिकल्पन डिजाईन थिंकिंग करना या कभी कभी द्वितीय वर्ष में या प्रथम वर्ष में सामाजिक उद्यमिता से संबंधित गतिविधि हो सकती है और हम उस क्षेत्र में एक लघु परियोजना की पेशकश कर सकते हैं ये सभी लघु परियोजनाए हैं जो अलग अलग पाठ्यक्रमों के रूप में पेश किए जाते हैं किसी भी अन्य पाठ्यक्रम की तरह अगली बार पेश किए जाने पर एक लघु परियोजना में भी सुधार करने की आवश्यकता होती है यह भी एक विकल्प हो सकता है यदि लघु परियोजना को एक सेमेस्टर में एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है तो हम इसे किसी अन्य पाठ्यक्रम के रूप में मान सकते हैं हम इसे मुख्य परियोजना के समान व्यवहृत कर सकते हैं यह एक अन्य विकल्प हो सकता है यदि आप इसे किसी अन्य पाठ्यक्रम के रूप में मानते हैं तो CO's को विकसित करना CO's को PO's और PSO's के साथ सम्बद्ध करना CO's प्राप्तियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना CO's की वास्तविक प्राप्ति को मापना अंतराल के आधार पर निकास सर्वेक्षण से प्रतिक्रिया एकत्र करना वांछनीय होगा अगली बार उसी पाठ्यक्रम की पेशकश किए जाने पर 'CO's प्राप्तियों' और प्रतिक्रिया डेटा में अंतराल के आधार पर सुधार की योजना बनाये उदाहरण के लिए यदि आप इस प्रकार के डेटा के आधार पर एक वर्ष में वैचारिक अभिकल्पन पर एक पाठ्यक्रम पेश करते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि अगली बार उसी पाठ्यक्रम की पेशकश पर इस पेशकश को कैसे बेहतर बनाया जाए कि अगली बार वैचारिक अभिकल्पन पर लघु परियोजना फिर से पेश किया जाए बेशक एक लघु परियोजना के CO's PO's से मिलते जुलते होते हैं उदाहरण के लिए माना की एक वैचारिक अभिकल्पन डिजाइन थिंकिंग पर 002 की लघु परियोजना पाठ्यक्रम है जिसमे 0 सिद्धांत थ्योरी घंटे 0 ट्यूटोरियल और 4 घंटे का प्रयोगशाला कार्य लघु परियोजना दो क्रेडिट के लिए निर्धारित है तो इनमे एक CO हो सकता है "पाठ्यक्रम के अंत में छात्र अंग्रेजी में अनौपचारिक रूप से या अर्ध औपचारिक रूप से उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप से एक इंजीनियरिंग समस्या तैयार करने में सक्षम होंगे" इसलिए जिस तरह से हम लघु परियोजना को व्यवस्थित करते हैं तो शायद हम उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के विनिर्देश के साथ शुरू करते हैं लेकिन यह अनौपचारिक या अर्ध औपचारिक रूप से अंग्रेजी में होता है और पहले चरण के रूप में छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक विशिष्ट इंजीनियरिंग समस्या के रूप में इसे तैयार करें समस्या का वर्णन औपचारिक रूप में दें अब यह CO लगभग PO2 के समान है एक और CO हो सकता है पाठ्यक्रम के अंत में छात्र लागत के आधार पर डिजाइन विकल्पों की तुलना करने में सक्षम होंगे यदि जिस तरह से लघु परियोजना का आयोजन किया जाता है छात्रों से डिजाइन के आधार पर लागत निकालने की उम्मीद की जाती है तो छात्रों को कम से कम दो डिजाइन विकल्प प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है फिर लागत के आधार पर उनकी तुलना करें इसलिए यदि सीओ में से एक है पाठ्यक्रम के अंत में छात्र लागत के आधार पर डिजाइन विकल्पों की तुलना करने में सक्षम होंगे तो यह CO PO11 जो की परियोजना प्रबंधन और वित्त है के काफी करीब है इस प्रकार ऐसे पाठ्यक्रमों में COPO मानचित्रण अपेक्षाकृत स्पष्ट सरल और आसान होता है क्योंकि CO लगभग PO की तरह दिखता है एक लघु परियोजना को मुख्य परियोजना की तर्ज पर व्यवहृत करना संभव है इसका मतलब है कि अलग CO विकसित नहीं होते हैं लघु परियोजना को सीधे PO's और PSO's से मानचित्ररिकृत किया जाता है और लघु परियोजना का मूल्यांकन मुख्य परियोजना के रूप में किया जाता है अर्थात - इसमें एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण एक मौखिक परीक्षा वाइवा viva हो सकता है और PO's और PSO's की प्राप्ति मुख्य निर्देशों रूब्रिक का उपयोग करके की जाती है लघु परियोजना का मूल्यांकन रूब्रिक का उपयोग करके किया जाता है जो संभव भी है अगली बार पेश किए जाने पर एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में लघु परियोजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निर्गत सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया जाता है इसलिए इन दोनों में से किसी एक तरीके से लघु परियोजना पर विचार करना संभव है एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश की गयी लघु परियोजना के लिए निर्गत सर्वेक्षण में लघु परियोजना के समान प्रश्न होते हैं जो एक नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है लेकिन निर्गत सर्वेक्षण में कुछ अतिरिक्त प्रश्न संभव हैं जैसे की क्या CO को शुरुआत में साझा किया गया था अगर हम CO लिख रहे हैं और उन्हें माप रहे हैं तो क्या सीओ स्पष्ट थे क्या पाठ्यक्रम में संभावित गतिविधियां कथित CO को प्राप्त करने में सहायक थीं क्या समस्या निर्माण में शामिल मुद्दों को समझने में मेरी मदद की PO से संबंधित क्या आवश्यक साहित्य सर्वेक्षण ने मुझे स्वयं सीखने में बेहतर बनने में मदद की एक अन्य PO PO12 से संबंधित है क्या संकाय और तकनीकी सहायता कर्मचारी काफी मददगार थे इस तरह हम एक लघु परियोजना के लिए निर्गत सर्वक्षण में कुछ प्रश्न जोड़ सकते हैं जब इसे एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है मुख्य परियोजना यह आम तौर पर एक मुख्य गतिविधि है अधिकांश संस्थानों में यह एक अनिवार्य गतिविधि है और इसे या तो अंतिम सेमेस्टर में या अंतिम दो सेमेस्टर 7वें और 8वें सेमेस्टर में किया जाता है और आम तौर पर यह एक सामूहिक गतिविधि है प्रति बैच 2 से 4 छात्र हिस्सा लेते है लेकिन एक बड़ा बैच होना संभव है हालांकि ऐसा होना अत्यंत कठिन है इसी तरह बहुत ही दुर्लभ और असाधारण स्थितियों में एक एकल छात्र को एक परियोजना करने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन ये सभी बहुत ही दुर्लभ और असाधारण हैं स्पष्ट रूप से यह एक सामूहिक गतिविधि है और इसे संस्थान के भीतर या बाहरी संगठन में आंतरिक मार्गदर्शक की निगरानी के साथ बाहरी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में किया जा सकता है कई संस्थानों में इसकी अनुमति भी है और निरंतर आंतरिक मूल्यांकन समय समय पर निगरानी पर आधारित है इस तरह की निगरानी कितनी बार होनी चाहिए और उसके आधार पर CIE निर्धारित किया जाता है इस पर दिशानिर्देश हैं और सेमेस्टर के अंत में मूल्यांकन आम तौर पर टीम द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक लिखित रिपोर्ट किए गए कार्य के प्रदर्शन फिर एक अंतिम प्रस्तुति और मौखिक भाषण पर आधारित होता है आमतौर पर ये SEE एसईई के घटक हैं आमतौर पर संस्थानों में परियोजना गतिविधि के सुचारू संगठन और कार्यान्वयन के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं परियोजना बैच बनाने की प्रक्रियाएँ हैं संस्थान के लिए काफी अच्छी संख्या में विकल्प उपलब्ध हैं उन्हें केवल रोल नंबर यानी क्रम संख्या पर रखा जा सकता है वे विभाग के प्रमुख के साथ संयुक्त छात्र हितों पर आधारित हो सकते हैं कभी कभी कुछ अच्छे छात्रों को कुछ अपेक्षाकृत कमजोर छात्रों के साथ जोड़ा जा सकता है कई विकल्प मौजूद हैं और कई संस्थान अलग अलग तरीकों से इनका अभ्यास करते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और इस प्रक्रिया को संस्थान में परिभाषित किया गया है कि परियोजना बैच कैसे बनते हैं परियोजनाओं की पहचान करना इस पर बात करेंगे पुनः हमारे पास विकल्प हैं कभी कभी विभाग उपलब्ध परियोजनाओं की एक सूची रखता है सूची सूचना पटल पर उपलब्ध है और उसमें से छात्र अपनी वरीयता देते हैं कभी कभी छात्रों को अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है और इन विचारों पर विभाग स्तर पर विचार किया जा सकता है और कभी कभी वे परियोजनाओं की पहचान के लिए आधार बनते है और इस तरह पुनः विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं बैचों को परियोजना आवंटित करना परियोजना मार्गदर्शक गाइड आवंटित करना पुनः यह सब इसमें शामिल है इनमे छात्रों की प्रथमिकताये और मार्गदर्शक प्राथमिकताएँ भी हो सकती हैं तो इस आधार पर एक खास तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके द्वारा परियोजनाओं को मार्गदर्शक आवंटित किए जाते हैं CIE और संबंधित रूब्रिक के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम इस पर बात करेंगे ये भी पहले से ही निर्दिष्ट हैं निगरानी कितनी बार होती है और निगरानी में वास्तव में क्या होता है इन निगरानी बैठकों में छात्रों से क्या प्रसारित किया जाता हैं और वे कौन से रूब्रिक हैं जिनके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है ये भी प्रक्रिया का हिस्सा हैं फिर अंतिम मूल्याङ्कन के लिए भी आम तौर पर हमारे पास रूब्रिक होते हैं इसलिए हमारे पास परियोजनाओं से संबंधित इन सभी गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएं हैं निर्गत सर्वेक्षण में हमारे पास इन सभी पहलुओं से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं इसलिए हमारे पास प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य प्रश्न हो सकते हैं कि क्या आप परियोजना के बैचों के गठन के तरीके से संतुष्ट हैं क्योंकि यह परियोजना को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या आपके पास अपनी रुचि की परियोजना की पहचान करने का विकल्प था क्या वह विकल्प दिया गया था क्या मार्गदर्शको का आवंटन उद्देश्यपूर्ण था कुछ मानदंडों के आधार पर एक प्रक्रिया लागू की गई थी क्या मार्गदर्शको का आवंटन संतोषजनक था भले ही हमारे पास कोई प्रक्रिया हो चाहे वह संतोषजनक हो क्या गाइड से प्राप्त सहयोग मददगार था विशेषकर यदि परियोजना किसी बाहरी संगठन में संपन्न की जाती है तो आंतरिक मार्गदर्शक द्वारा किस प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया था इस प्रकार हम विशेष रूप से मार्गदर्शक से प्राप्त सहायता और मदद को निर्दिष्ट कर सकते हैं क्या रूब्रिक पहले साझा किए गए थे क्या रूब्रिक स्पष्ट थे क्या समूह में किसी व्यक्ति के योगदान का मूल्यांकन निष्पक्ष था यह आवश्यक है क्योंकि यह एक सामूहिक कार्य है और परियोजना के मूल्यांकन के दौरान आमतौर पर व्यक्ति के योगदान का भी आकलन किया जाता है और उसके लिए कुछ अंक आवंटित किए जाते हैं किसी व्यक्ति का मूल्यांकन सामूहिक कार्य में योगदान कैसा था क्या वह छात्रों के मुताबिक निष्पक्ष था ध्यान दें कि ये सभी केवल छात्रों की धारणाएं हैं क्योंकि यह एक सर्वेक्षण मात्र है फिर हम संसाधनों के बारे में सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं की क्या परियोजना प्रयोगशाला तक पहुंच आसान और सुगम थी अधिकांश संस्थानों में एक स्वतंत्र निर्धारित परियोजना प्रयोगशाला होती है जो की दिए गए बहुत से मामलो में अधिक लचीली होती है जैसे कि नियमित जिम्मेदारियों की तुलना में नियंत्रण व समय का परियोजना प्रयोगशाला हेतु अधिक सुगमता यदि ऐसी परियोजना प्रयोगशाला उपलब्ध है जैसा कि वास्तव में एनबीए द्वारा भी आवश्यक है तो छात्रों को अपनी परियोजनाओं को घर में लागू करने में अधिक मदद मिलेगी इस प्रकार परियोजना प्रयोगशाला तक पहुंच आसान और लचीली होती है क्या पर्याप्त प्रयोगशाला संसाधन उपलब्ध थे क्या पुस्तकालय सुविधाएं पर्याप्त थीं क्योंकि अधिकांशतः परियोजनाओं को तत्कालीन विचारों के आधार पर किया जाता है इसलिए पत्रिकाओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है संदर्भों संदर्भ पुस्तकों की सुगम्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभी यदि ये हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है तो यदि संसाधनों को साझा करने के लिए अन्य पुस्तकालयों के साथ इस पुस्तकालय का समझौता है तो यह मददगार होगा इसलिए हम पूछ सकते हैं कि क्या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के पुस्तकालयों की सुगम्यता मौजूद है फिर वित्तीय सहायता का बिंदु आता है शायद ये सीमित होता है क्योंकि संस्थानों की अपनी सीमाएँ होती हैं इसलिए वित्तीय सहायता सीमित हो सकती है लेकिन सीमित होने के बावजूद भी क्या संस्थान से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकती है विशेष रूप से ऐसी परियोजनाएं जिनमें सामग्री की खरीद विशेष घटकों और निर्माण कार्य शामिल हैं ऐसे सभी मामलों में खर्च शामिल हैं और संस्थान किस हद तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है हम पूछ सकते हैं कि क्या संस्थान से वित्तीय सहायता उपलब्ध थी परियोजनाओं में कई PO's को हासिल करने की क्षमता है आम तौर पर यदि किसी भी इंजीनियरिंग विषय के नियमित पाठ्यक्रम में PO's जिन्हें पारंपरिक पाठ्यक्रमों द्वारा आसानी से हासिल नहीं किये जा सकते तो इन्हें उचित नियोजन कर परियोजनाओं के माध्यम से हासिल किया जा सकता है परियोजना दिशानिर्देश और रूब्रिक यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उन PO's को संबोधित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख होना चाहिए और रूब्रिक में उन PO's से संबंधित विशेषताएं होनी चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो निर्गत सर्वेक्षण में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वे उन PO's से जुड़े हो सकते हैं इसलिए जिन प्रश्नों को हम निर्गत सर्वेक्षण में शामिल कर सकते हैं वे ऐसी योजना पर निर्भर करते हैं यदि कुछ PO's के संबंध में दिशानिर्देश और रूब्रिक विशिष्ट हैं तो हम निम्न प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे की सामान्य प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं क्या परियोजना कार्य ने मुझे इंजीनियरिंग समस्या के सूत्रीकरण को समझने में मदद की समस्या के अनौपचारिक या अर्ध औपचारिक विवरण से हम हल की जाने वाली इंजीनियरिंग समस्या को निर्दिष्ट करते हैं इसलिए समस्या निर्माण एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे छात्रों को विकसित और प्रदर्शित करना चाहिए इसलिए हम उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं किसी दी गई समस्या से संबंधित साहित्य सर्वेक्षण करने में अब आप कितना आश्वस्त महसूस करते हैं यह स्वयं सीखने से संबंधित है क्या परियोजना कार्य ने तथ्यों डेटा के विश्लेषण और व्याख्या की मेरी समझ को सहयोग किया आमतौर पर परियोजना कार्य मुक्तान्तता ओपन एंडेड प्रकृति के होते है इसलिए जब डेटा एकत्र किया जाता है तो डेटा का विश्लेषण और व्याख्या एक महत्वपूर्ण पहलू है इस प्रकार डेटा के विश्लेषण और व्याख्या की मेरी समझ में परियोजना कार्य ने मुझे किस हद तक मदद की परियोजना कार्य ने मुझे आधुनिक उपकरणों के उपयोग और उनकी सीमाओं को समझने में भी आश्वस्त किया है हम इसे एक प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं या हम दो प्रश्नों में विभाजित कर सकते हैं क्या परियोजना कार्य ने मुझे एक बेहतर टीम प्लेयर बनने में मदद की यह एक टीम कार्य होने के कारण परियोजना कार्य का बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है क्या परियोजना रिपोर्ट लिखते समय मैंने साहित्यिक चोरी से बचने के महत्व को बेहतर ढंग से समझा यह नैतिकता से संबंधित है पुनः परियोजना दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि साहित्यिक चोरी कुछ प्रतिशत से अधिक स्वीकार नहीं की जाएगी वह चाहे जो भी हो यथा 10 15 20 प्रतिशत और साहित्यिक चोरी के स्तर की जांच के लिए एक साधन उपलब्ध होना चाहिए और स्पष्ट निर्देशों में यह कहना चाहिए कि यदि साहित्यिक चोरी कुछ प्रतिशत से अधिक है तो रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाएगा रूब्रिक में साहित्यिक चोरी के पहलू से संबंधित कुछ मानदंडकुछ विशेषताएं शामिल होनी चाहिए क्या परियोजना रिपोर्ट ने मुझे स्रोतों के उचित आरोपण एट्रिब्यूशन के महत्व को समझने में मदद की यह भी नैतिकता का हिस्सा है इसलिए जब हम किसी स्रोत से जानकारी लेते हैं तो उचित संदर्भ देना आवश्यक है स्रोतों का उचित आरोपण भी महत्वपूर्ण है और यह दिशानिर्देशों में भी कहा जा सकता है और यह रूब्रिक में भी हो सकता है क्या अंतिम परियोजना प्रस्तुतिकरण की तैयारी ने मुझे गैर मौखिक संचार में बेहतर बनने में मदद की यह संचार कौशल के एक भाग के रूप में है तो क्या यह गैर मौखिक संचार के साथ बेहतर बनने में मदद करता है क्या हमने दिए गए परियोजना प्रबंधन दिशानिर्देशों के आधार पर परियोजना को लागू किया यदि विभाग कुछ परियोजना प्रबंधन दिशानिर्देश प्रदान करता है जैसे कि समय निर्धारण या एक PERT CPM प्रकार का साधन जिसका उपयोग किया जाना है या लागत अनुमान प्रदान किया जाना है तो डिज़ाइन विकल्प निर्दिष्ट किए जाना चाहिए हासिल किये जाने वाले मुख्य लक्ष्य स्थापित किए जाना चाहिए इनका अनुगमन ट्रैकिंग किया जाना चाहिए संस्थान ने कौन से दिशा निर्देश प्रदान किए हैं यदि परियोजना को उन दिशानिर्देशों के आधार पर लागू किया जाना है तो छात्रों को परियोजना प्रबंधन पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी जो कि एक और PO's भी है क्या परियोजना कार्य ने मुझे स्वतंत्र रूप से ज्ञानार्जन में मदद की अक्सर परियोजना से संबंधित साहित्य का अध्ययन छात्रों को करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें या तो पुस्तकालय या इंटरनेट या किसी अन्य उपलब्ध संसाधनों से परामर्श लेना पड़ता है स्वतंत्र ज्ञानार्जन को हासिल करने में इससे मुझे किस हद तक मदद मिली क्या हमारी परियोजना में हम निरंतरता के दृष्टिकोण से हमारे द्वारा प्रस्तावित तकनीकी समाधानों पर चर्चा करते हैं फिर से दिशानिर्देश यहाँ आते है यदि वे कहते हैं कि निरंतरता के मुद्दे पर प्रस्तावित तकनीकी समाधान के संबंध से निपटने वाला एक खंड होना चाहिए और यदि छात्र ऐसी गतिविधि करते हैं तो हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि "निरंतरता की समस्या को समझने में किस हद तक मदद मिली है" क्या अब मुझे दिए गए कार्य की गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुति देने का पूरा विश्वास है प्रस्तुति का मूल्यांकन करने के लिए जिन रूब्रिक का उपयोग किया जाता है वे छात्रों को प्रस्तुति के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं इसलिए मुझे अब संचार कौशल से संबंधित दिए गए कार्य की गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुतिकरण करने का विश्वास है क्या परियोजना कार्य ने मुझे तकनीकी समाधान प्रदान करने के महत्व को समझाया जो की सुरक्षित समाज के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हैं यदि छात्रों को इन पहलुओं से निपटने के लिए एक अनुभाग की आवश्यकता है तो हम इस प्रश्न को निर्गत सर्वेक्षण में पूछ सकते हैं बेशक यदि कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं और कोई रूब्रिक नहीं है और छात्रों को इन मुद्दों के आधार पर अपनी परियोजना को पूरा करने में वास्तव में मदद नहीं मिलती है तो इन सवालों को निर्गत सर्वेक्षण में पूछना अनुचित है लेकिन यह मानकर कि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि छात्रों को वास्तव में उन मुद्दों से किस हद तक लाभ हुआ है हम निर्गत सर्वेक्षण में उन खास PO's के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और इससे हमें इन PO's की बेहतर प्राप्ति में मदद मिलेगी क्योंकि अकेले पाठ्यक्रमों से ऐसे PO's की प्राप्ति बहुत मुश्किल है यदि संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देते हैं कि इस प्रकार के दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं और उपयुक्त रूब्रिक प्रत्यक्ष साझा किए जाते हैं और फिर ये प्रश्न निर्गत सर्वेक्षण में पूछे जाते हैं तो हम निश्चित रूप से ऐसे PO's की बेहतर प्राप्ति की योजना बना सकते हैं अभ्यासः लघु परियोजना के लिए परियोजना निर्गत सर्वेक्षण डिजाइन करें आप एक लघु परियोजना चुन सकते हैं जो एक नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा है या एक लघु परियोजना है जो एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है अंतिम वर्ष की परियोजना के लिए एक परियोजना सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार करें अभ्यास के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम सभी मूल्यांकनों से डेटा के सारांशीकरण की प्रक्रिया और स्वयं को सारांश प्रतिक्रिया तैयार करने की प्रक्रिया को समझेंगे धन्यवाद